इस व्याख्यान से आगे 3 या 4 व्याख्यानों के लिए अब हम इस गोलाकार सिमेट्रिक पोटेंसियल और उनकी बॉन्ड - स्टेट्स पर ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं तो मैं समझाता हूं कि गोलाकार रूप से सिमेट्रिक पोटेंसियल्स कौन सी हैं ये पोटेंसियल्स V हैं जो ओरिजिन से वेक्टर r की दिशा पर निर्भर नहीं करती हैं तो यह वही है जो वे नहीं करते हैं वे क्या करते हैं वे निर्भर करते हैं V केवल ओरिजिन से दूरी r पर निर्भर करता है और इनमें एक परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन की पोटेंसियल ऊर्जा शामिल होगी जहां पोटेंसियल ऊर्जा V Ze24π0r के रूप में दी जाती है यह केवल r पर निर्भर करता है और जिस तरह से यह ओरिजिन से व्यवहार करता है वह इस प्रकार है तो यदि यह r है तो यह इस तरह व्यवहार करता है यह केवल उस दूरी पर निर्भर करता है जो V बराबर Ze24π0r या इलेक्ट्रॉन या किसी अन्य कण की पोटेंसियल में 12kr2 है जिसे 3 डाइमेंशनल हार्मोनिक ऑसीलेटर या किसी अन्य पोटेंसियल के रूप में भी जाना जाता है जो दूरी r पर निर्भर करता है मुझे 3 डाइमेंशन में एक और उदाहरण पोटेंसियल बॉक्स लेने दें तो यह कुछ इस तरह होगा यह माइनस है कुछ कांस्टेंट V0 कुछ दूरी a तक और फिर यह 0 हो जाता है यह r V है और यह एक दूरी है यह एक 3 डाइमेंशनल पोटेंसियल का एक और उदाहरण है इन सभी पोटेंसियल या पोटेंसियल ऊर्जाओं में V पोटेंसियल ऊर्जा है जो केवल r पर निर्भर करती है और हम यह पता लगाना चाहते हैं कि इस प्रक्रिया में हम क्वांटम यांत्रिकी में संबंधित संबंधित ऑपरेटरों और उनके गुणों में कोणीय संवेग के विचार को भी पेश करने जा रहे हैं तो यह एक प्रोग्राम है जो अगले 3 4 व्याख्यानों में चलेगा तो आइए शुरू करते हैं कि इस मामले में कोणीय संवेग क्यों महत्वपूर्ण हो जाती है तो हैमिल्टनियन ऐसे मामलों में जहां पोटेंसियल गोलाकार रूप से सिमेट्रिक 22m 2Vr है ध्यान दें कि हम 3 डाइमेंशनल मामले के बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि पोटेंसियल ओरिजिन से r दूरी पर निर्भर करती है और इसलिए गतिज ऊर्जा आवश्यक रूप से 2 के रूप में एक साधारण d2dx2 d2dy2 व्युत्पन्न नहीं है और चूंकि V केवल r पर निर्भर करता है इसलिए गोलाकार ध्रुवीय निर्देशांक में काम करना अच्छा है तो यह आप सभी के लिए एक अच्छा विचार होगा जो अपने गोलाकार ध्रुवीय निर्देशांक की समीक्षा करने के लिए इन व्याख्यानों को पढ़ रहे हैं अब परम्परागत रूप से परम्परागत रूप से हम ऐसी पोटेंसियल में उम्मीद करते हैं जो वह यह है कि गोलाकार सिमेट्रिक पोटेंसियल में चलने वाले कण की कोणीय संवेग संरक्षित होती है जिसे हम उदाहरण के लिए जानते हैं आप केप्लर के नियमों को जानते हैं और वे सभी चीजें वहां से पालन करती हैं जो हम क्वांटम यांत्रिकी में उम्मीद करते हैं तो क्वांटम यांत्रिकी में आपके पिछले व्याख्यान कोणीय संवेग से संगत रूप से याद किया जा सकता है कि क्या हम अभी तक साबित नहीं कर सकते हैं कि यह एक अच्छी क्वांटम संख्या हो सकती है और इससे हमारा क्या मतलब है इसका मतलब है कि H और कोणीय संवेग ऑपरेटर के समान आइगेन फंक्शन हैं मुझे इसका थोड़ा और पता लगाने दें इसलिए यदि कोणीय संवेग और इसे बार बार लिखने के बजाय मुझे इस वेक्टर को laughter बोलने दें कोणीय संवेग L एक अच्छी क्वांटम संख्या है इसका मतलब है कि नंबर एक L स्थिर है और समय भिन्न नहीं होता है नंबर 2 H L L H अगर मैं इन ऑपरेटरों के क्रम को बदलता हूं और घटाता हूं तो यह 0 होना चाहिए जो हमने पिछली बार सीखा है मैं इसे एक नाम देता हूं क्योंकि हम बार बार आते रहेंगे हम इसे कम्यूटेटर कहते हैं और इसे इस HL के रूप में निरूपित करते हैं इसलिए H और L का कम्यूटेटर 0 होने जा रहा है जिसका अर्थ है H Lx के कोणीय संवेग के घटकों के संदर्भ में L का x घटक 0 होगा H Ly कम्यूटेटर 0 होगा और H यह है कि कम्यूटेटर 0 होगा और यदि वे 0 हैं तो इसका अर्थ यह भी है कि H और Lx या Ly या Lz जरूरी नहीं कि इनमें से प्रत्येक एक हो लेकिन H Lx के साथ H Ly के साथ या H Lz के साथ में समान आइगेन स्टेट हो सकते हैं केवल तरंग फ़ंक्शन जो श्रोडिंगर इक्वेशन Schrödinger equation का समाधान है प्रत्येक घटक को संरक्षित किया जाएगा क्योंकि तरंग फ़ंक्शन समय के साथ नहीं बदलता है और इसलिए वह आइगेन वैल्यू वैसा ही रहता है हम यहां जो देखेंगे मैं सिर्फ एक टाल दूंगा और हम देखेंगे कि क्वांटम यांत्रिकी में घटकों में से एक को क्यों निर्दिष्ट किया जा सकता है मैं आपको वह वचन देता हूं और मैं इसे बाद में दिखाऊंगा हम और क्या कर सकते हैं कि कुल कोणीय संवेग L2 कम्यूटेटर भी गायब हो जाता है तो इन सभी का मतलब है कि कोणीय संवेग संरक्षित है तो मैं आगे क्या करने जा रहा हूं की यह पता लगाने के लिए कुछ समय समर्पित करें कि यह कोणीय संवेग ऑपरेटर क्या है इसके घटकों को किस रूप में दर्शाया गया है और ये अन्य गुण क्या हैं और श्रोडिंगर इक्वेशन Schrödinger equation क्या है एक गोलाकार सिमेट्रिक पोटेंसियल में चलने वाले कण के लिए तो आइए अब हम कोणीय संवेग ऑपरेटर पर ध्यान दें अब परम्परागत रूप से आपके पास कोणीय संवेग है जो rp है तो क्वांटम यांत्रिकी में संबंधित ऑपरेटर Loperator होगा मैं अभी ऑपरेटर लिखूंगा और फिर बाद में इसे छोड़ दूंगा Loperator और Loperator को r ⃗×p के रूप में दिया जाएगा तो laughter मैं अब ऑपरेटर फॉर्म को छोड़ दूंगा जो इसे ir के रूप में दिया गया है क्योंकि p i बार संस्करण है तो अब यह पता लगाना काफी आसान है कि ये क्या हैं तो Loperator ixxyyzz×x∂xy∂yz∂z है जो कोणीय संवेग के लिए ऑपरेटर है और यदि आप इसे हल करते हैं कि मैं इसे छोड़ दूंगा यह आपके लिए एक बहुत ही सरल अभ्यास है कि यह आपको i y∂z z∂y के बराबर होने के लिए Lx देता है Ly i z∂x x∂y निकलता है और Lz i x∂y y∂x निकलता है तो ये कार्टेशियन निर्देशांक में कोणीय संवेग घटकों के घटक या संचालक हैं लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा था कि हम गोलाकार ध्रुवीय निर्देशांक के संदर्भ में काम करने जा रहे हैं क्योंकि जब हम ऐसी प्रणालियों के साथ काम कर रहे होते हैं तो कोणीय संवेग वास्तव में काम में आती है इसलिए इसका कोणीय संवेग काम में आता है जब हम इसकी गोलाकार समरूपता वाले सिस्टम के साथ काम कर रहे होते हैं जहां यह संरक्षित होता है तो आइए हम गोलाकार ध्रुवीय निर्देशांकों में कोणीय संवेग भी लिखें तो फिर से L इसे एक ऑपरेटर के रूप में समझा जाता है ir×p है और मैं इस गोलाकार ध्रुवीय निर्देशांक के संदर्भ में इस p ग्रेडिएंट ऑपरेटर को लिखने जा रहा हूं तो यह i rrr∂r1r∂θ1rsinθ∂ϕ होने जा रहा है यह ऑपरेटर होने जा रही है और जब आप इसे आगे लिखते हैं तो यह i होता है अब rr 0 है तो वह चला जाता है और फिर आपको r r दिशा में होता है तो मुझे घटक मिलता है r रद्द ddθ और फिर मेरे पास r r θ दिशा में है तो यह ϕ के संबंध में माइनस थीटा 1 ओवर पाप थीटा आंशिक हो जाता है तो यह गोलाकार ध्रुवीय निर्देशांक में कोणीय संवेग ऑपरेटर है आइए अब गोलाकार ध्रुवीय निर्देशांकों का उपयोग करके L Lx Ly और Lz के घटकों को लिखें उसके लिए मैं का उपयोग करने जा रहा हूं cosθcosϕx cosθsinϕy sinθz और sinϕx cosϕy के बराबर है और मैं इन n को प्रतिस्थापित करता हूं और विभिन्न पदों को एकत्र करता हूं तो मैं जो प्राप्त करने जा रहा हूं वह यह है कि Lx i sinϕ∂θ cotθcosϕ∂ϕ होगा Ly icosϕ∂θ cotθsinϕ∂ϕ के रूप में बाहर आने वाला है और अंत में Lz सबसे सरल है और यह i∂ϕ निकलता है यह यहाँ एक घटक के रूप में है तो x y और z दिशा में कोणीय संवेग के घटकों को इस तरह गोलाकार ध्रुवीय निर्देशांक के रूप में दिया जाता है आइए हम उन्हें अगले पृष्ठ पर फिर से लिखें और कुछ गुणों पर चर्चा करें तो हमने जो पाया है वह यह है कि Lx बराबर है मैं isinθ∂θcotθcosϕ∂ϕ लूंगा Ly icosθ∂θ cotθsinϕ∂ϕ बन जाता है और Lz i∂ϕ बन जाता है तो आपने ध्यान दिया कि नंबर एक Loperator में कोणीय निर्देशांक θ और ϕ के संबंध में व्युत्पन्न शामिल है और केवल r के संबंध में कोई व्युत्पन्न नहीं है इसलिए यदि आप L के कम्यूटेटर को r के किसी भी फंक्शन के साथ लेते हैं जिसका अर्थ है Loperator fr frLoperator यह अनिवार्य रूप से 0 होगा हम इसे कैसे दिखा सकते हैं आइए हम इस Loperator fr को मान लें कि कुछ माइनस frLoperator पर कुछ काम कर रहा है अब L के पास और के संबंध में डेरिवेटिव हैं इसलिए जब यह f पर काम करता है तो यह आपको 0 देता है तो यह फिर से frLoperator केवल ψ माइनस frLoperator पर आता है क्योंकि fr पर Loperator आपको 0 देता है और यह 0 है तो L या इसके कम्यूटेटर अकेले r के किसी भी फंक्शन के साथ कम्यूट करेगा अकेले r वेक्टर r नहीं है रेडियल दूरी 0 होगी विशेष रूप से अब यदि मैं इस गोलाकार सिमेट्रिक प्रणालियों के लिए हैमिल्टनियन लेता हूं और L के साथ इसके कम्यूटेटर की गणना करता हूं तो 0 हो जाएगा इसलिए मैं जो कर रहा हूं वह गोलाकार सिमेट्रिक प्रणालियों के लिए हैमिल्टनियन 22m2Vr ले रहा हूं अब 2 r और θ के संबंध में केवल व्युत्पन्न शामिल हैं और क्रम मायने नहीं रखता तो L 22m2 के साथ वैसे भी 0 है और हमने अभी देखा है कि फ़ंक्शन V के साथ L कम्यूटेटर केवल r पर निर्भर करता है यह भी 0 है इसलिए हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि HL 0 है जिसका अर्थ है कि L एक संरक्षित मात्रा है या L और H के सामान्य आइगेन फंक्शन हो सकते हैं मैं एक बहुत ही निश्चित वचन नहीं दे रहा हूं जो वे कर सकते हैं क्योंकि हम अगले व्याख्यान में देखते हैं कि सभी कार्यों को एक साथ Lx Ly और Lz के आइगेन फंक्शन नहीं बनाया जा सकता है तो इसके बजाय हम जो करने जा रहे हैं वह यह है कि मैं इसे काट दूंगा और कहूंगा कि L2 Lz और H में गोलाकार सिमेट्रिक पोटेंसियल के लिए सामान्य आइगेन फंक्शन होंगे हम इसे भोर के लिए दिखाएंगे अब एक बार जब हमें एक Lx Ly और Lz मिल जाता है तो यह दिखाना आसान हो जाता है कि Lx Ly कम्यूटेटर iℏLz होने जा रहा है Ly Lz कम्यूटेटर iℏLx और Lz Lx कम्यूटेटर iℏLx होगा आइए L घटकों के इन कम्यूटेटरों को लिखें तो आप जो देखेंगे वह Lx है जो is i y∂z z∂y है Ly जो i z∂x x∂z है और Lz जो i x∂y y∂x के बराबर है यदि आप कम्यूटेटर की गणना करते हैं इसका मतलब है Lx Ly Ly Lx यदि आप इसकी गणना करते हैं तो बस चीजों को प्लग इन करें और इसे प्राप्त करें यह iℏL और चक्रीय संयोजन के रूप में सामने आता है तो Ly Lz Lz Ly iℏLx के साथ बाहर आएगा और अगला चक्र संयोजन Lz Lx Lx Lz iℏLy होने वाला है यह सब मिलाकर एक साथ L L लिखा जा सकता है क्योंकि ऑपरेटरों के क्रम को सही ढंग से रखते हुए iℏL फिर से होने जा रहा है तो हम जो देखते हैं वह यह है कि Li Lj का कम्यूटेटर i j के बराबर नहीं है j शून्य नहीं है और फिर कम्यूटेटर शून्य नहीं है फिर से याद करें कि इन घटकों में एक साथ या सामान्य आइगेन फंक्शन नहीं हो सकते हैं इसके बारे में अगले व्याख्यान में अब मैं जो करना चाहता हूं वह यह है कि मैं L2 के लिए ऑपरेटर कोणीय संवेग की परिमाण की गणना करना चाहता हूं तो L2 Lx2Ly2Lz2 होने जा रहा है और मैं उन सभी को प्रतिस्थापित कर सकता हूं जो मैंने पहले गणना की थी और आप देखेंगे कि यह 21sinθ∂θsinθ∂θ1 22 होगा यह वही है जो Lx2 हम इसे लैप्लासियन से जोड़ते हैं तो मुझे पता है कि लैप्लासियन 1r2∂rr2∂r1r2sinθ∂θsinθ∂θ1 22 हैं

तो आप देखते हैं कि यह कुछ भी नहीं लेकिन 1r2∂rr2∂r1r2L2 2के बराबर है तो मैं इसे 21r2∂rr2∂r 12r2L2 लिख सकता हूं और फलस्वरूप 22m2 22mr2∂rr2∂r12mr2L2 यह परम्परागत सिद्धांत की याद दिलाता है जहां हम ऊर्जा गतिज ऊर्जा को pr22ml22mr2 के रूप में लिखते हैं तो 12mr2L2 एक कक्षा में घूमने वाले कण की गतिज ऊर्जा है जो गतिज ऊर्जा का गैर रेडियल घटक है और इसे क्वांटम यांत्रिक भाषा में L2 ऑपरेटर के रूप में 2mr2 द्वारा विभाजित किया गया है और इसलिए गोलाकार सिमेट्रिक समस्याओं के लिए हैमिल्टनियन को इस प्रकार लिखा जा सकता है 2mr2∂rr2∂rL22mr2Vr यह गोलाकार सिमेट्रिक प्रणाली के लिए हैमिल्टनियन है मैं इसे लिख सकता हूं क्योंकि L अब एक संरक्षित मात्रा है और आप इससे देख सकते हैं कि H L2 भी 0 होने वाला है इसका मतलब है कि H और L2 के आइगेन फंक्शन समान हैं तो इस व्याख्यान को समाप्त करने के लिए हमारे पास जो कुछ है वह हमने दिखाया है कि L L ऑपरेटर प्राप्त किया है जिसे हमने दिखाया है कि LLiL और इसका मतलब है कि मैं L के सभी घटकों के लिए एक साथ आइगेन फंक्शन नहीं ढूंढ सकता L2 की गणना के बाद यह दिखाना भी आसान है कि L2 Li कोई भी घटक 0 होगा इसलिए मैं L2 और किसी भी घटक के समान आइगेन फंक्शन पा सकता हूं लेकिन केवल एक घटक क्योंकि अन्य सभी घटक मैं इसे पहले LLiL के कारण सभी घटकों के लिए समान आइगेन फंक्शन नहीं ढूंढ सकता और हमने यह भी देखा कि इस गोलाकार सिमेट्रिक प्रणाली के लिए H L 0 है इसका मतलब है कि मैं कोणीय संवेग पर H और L के समान आइगेन फंक्शन को ढूंढ सकता हूं लेकिन Li के विभिन्न घटकों के बीच कम्यूटेशन संबंध के कारण H के समान आइगेन फंक्शन खोजने में सक्षम होंगे और कोणीय संवेग का केवल एक घटक जिसे हम आमतौर पर Lz और L2 चुनते हैं करंट H कम्यूटेटर भी 0 है हम इन गोलाकार सिमेट्रिक समस्याओं के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन Schrödinger equation के समाधान खोजने के लिए इनका उपयोग करेंगे